मुझे लगता है कि अब तक आपको ब्रेन नामक इस जटिल संरचना का पूरा अंदाजा हो चुका होगा और बेसिक इलेक्ट्रीक केमिकल गतिविधि के बारे में भी पता चल गया होगा लेकिन आप इसे कैसे जानते हैं आप वास्तव में कैसे मन में झांक सकते हैं मुझे लगता है कि अंतिम न्यूरोसाइंटिस्ट किक है जो कि जीवन का साक्षी होना चाहते थे मस्तिष्क अपने रास्ते पर जा रहा है और देखें कि वहां क्या हो रहा है लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप अपने अंदर गहराई तक जाते हैं तो आप तब तक नहीं पाएंगे जब तक कि आप अपने आप को न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर तक नहीं ले जाते हैंसबसे छोटे व्यक्ति में और वास्तव में विद्युत गतिविधि देख लेते लेकिन आप विद्युत गतिविधि को धातु के तार में बहते हुए नहीं देख सकते हैं जो वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक स्तर तक आता है जो बहुत मुश्किल है तो इस तरह की तकनीक के अभाव में आप वीडियो विश्लेषण पर क्या देखते हैं सभी सिम्युलेटेड कर्मचारियों को आप बहुत सारे वीडियो दिखाते हैं जहां फायरिंग को रोशनी में चलते हुए देखा जाता है मुझे नहीं लगता कि यह मस्तिष्क में हो रहा है क्योंकि यह है निरंतर चलने वाली विद्युत गतिविधि जारी है और रासायनिक डिस्चार्ज इन सभी को जारी रखता है तो आप कैसे झांकते हैं आप वास्तव में मस्तिष्क को कैसे देखते हैं तो मन को जानने के लिए एक सार्वभौमिक उपकरण हैआप मस्तिष्क अनुसंधान के साथ समस्या को देखें और यह समस्याएं क्यों मुश्किल है क्योंकि कि हमारे पास एक मानव प्राणी है हम अंतिम व्याख्यानों मे इस बारे में बात करेंगे मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में बात करते हैं यह है कि हम जो भी कर रहे हैं वह बाहर ही कर रहे हैं इसलिए यदि आप एक मस्तिष्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो आपको करना है वह यह कि आप मस्तिष्क की गतिविधियों को मापें जो उन गतिविधियों को प्रतिबिं बित करने के कुछ तरीके का पता लगाती है लेकिन जो सब कुछ विधियां है वह अप्रत्यक्ष है यह सभी अप्रत्यक्ष सबूत है सभी सीटी स्कैन एमआरआई इत्यादि है जिनके बारे में हम अब बात करेंगे तो पहले जब मनोविज्ञान दर्शन मन को जानने के लिए सार्वभौमिक उपकरण था तो आपको यह जानना बहुत मुश्किल है कि आपके स्वयं के मस्तिष्क का काम क्या है और आप कैसे जानते हैं आप अन्य लोगों के माध्यम से लोगों को जानते हैं आप अपने मन को जानते हैं लेकिन अक्सर दूसरे लोगों उनके व्यवहार और उनकी प्रेरणाओं उनकी सोच और उनके विचार को देखने से यह पता चलता है कि दूसरे व्यक्ति ने क्या देखा है परंतु आप वास्तव में दूसरे व्यक्ति के दिमाग में कैसे देख सकते हैं इससे पहले कि हम आधुनिक तकनीकी प्रगति के बारे में सोचें मस्तिष्क में देखते हुए प्रकृति पहले से ही इन सभी प्रयोगों को कर रही थी और यही एक कारण है कि जब मैं शुरू में इस के बारे में बात करता हूं कि होमोसैपियन कैसे होशियार बन गए तो वे एक साथ रहते हुए समझदार हो गए और जिसे आप संभवतः मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं मस्तिष्क का एक हिस्सा शायद इंसुला यह उन क्षेत्रों में से एक है जहां मैंने SALIENT NETWORK के बारे में बताया था तो यह देखो जब बंदर का यह हाथ गेंद को पकड़ने के लिए जाता है तो मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र सक्रिय होते हैं लेकिन बेस एरिया भी सक्रिय हो जाते हैं जब देखते हैं कि कोई गेंद लेने के लिए जा रहा है इसका मतलब है जो इनपुट आपकी आंखों या अन्य इंद्रियों से होकर गुजरता है उदाहरण के तौर पर संगीत को संगीत के लिए सुनें कुछ दर्पण ऐसे नहीं है कि संचार कैसे विकसित हुई इस बारे में कुछ बताएं लेकिन एक बहुत ही अग्रिम संचार प्रणाली थी यहां तक कि बिना शब्दों के भी उनके पास अलग अलग संचार हैं ये सभी गुंजन ध्वनियां हैं यदि आप जंगल में जाते हैं तो हम इसके संचार की बर्बादी नहीं पाएंगे जो कि प्रजातियों के बीच हो रहा है जिसमें हमारे मस्तिष्क के अलावा और बहुत कुछ भी शामिल है वह भी तब जब ध्वनि और यह चीज वहां भी नहीं थी जब वह उस पर नज़र नहीं रखता था आप अपने दोस्त को देखते हैं जब दोस्त उदास होता है तब भी वह व्यक्ति आपको नहीं बताता है और आपको लगता है कि यह व्यक्ति दुखी है आपका मन चेहरे की अभिव्यक्ति को देखता है की वह उदासी है यह मिरर न्यूरॉन सिस्टम मे होता है और जैसे जैसे आपका विकास होता जाता है तो बहुत सारे न्यूरॉन्स उसकी तरह इकट्ठा होता जाता हैं बच्चे दूसरे बच्चों के नकल करना सीख जाते हैं जो कॉर्न ऐड लॉरेंस ने बत्तखों में पाया है जब छोटे डकलिंग होते हैं तो वे आगे बढ़ने के लिए उसी तरह से पीछे चलते हैं जैसे ही वयस्क बत्तख बढ़ रहे होते है इसे सामाजिक छाप मानव की बहुत सारी सोशल इंमप्रिंटिंग है इसके माध्यम से वे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं एक दूसरे के बारे में महसूस कर सकते हैं यह सहानुभूति और सहानुभूति का आधार है लेकिन यह केवल हमारे पास नहीं है चिंपैंजी के पास भी यह है बंदर आप देख सकते हैं कि वे हमेशा आपकी नकल करते हैं ये इसलिए हैं कि वे प्राइमेट्स में आते हैं उन्होंने मिरर न्यूरॉन के इस क्षेत्र को विकसित किया है और शायद यह हमारी बहुत सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं को बढ़ाता रहता है जो यह है वे इन सभी भावनाओं को जानते हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि वास्तव में यह कहने के लिए कि यह लड़की क्या कर रही है तो आप वही कहें क्योंकि आपका दिमाग यह जानता है आपको यह बताना होगा कि वह मुस्कुरा रही है या यह गंभीर है या वह निराश जनक स्थिति में है तो यह न्यूरॉन्स है जिसने दर्पण न्यूरॉन्स नामक हमारी दुनिया को आकार दिया है यह लोगों को जानने का सार्वभौमिक उपकरण है इसलिए बहुत सारे मनोविज्ञान के माध्यम से शायद अब हम उन्हें बता सकते हैं कि यह मिरर न्यूरॉन्स है और सभी ने लोगों के व्यवहार का अवलोकन किया है लेकिन वह भी लोग ही थे जो अन्य लोगों को देख रहे थे इसलिए मानव देख रहा है कि वह कैसे इंसान बने ऐसा वह करने के लिए बस इतना कर सकता है कि जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है वही करें और वह मूल रूप से जो दर्पण न्यूरॉन है जो उन्हें बता रहा है कि मानव मन की कंडीशनिंग है जो मानव मस्तिष्क में चली गई है जो नीचे चला गया है मिलियन वर्ष और वह सामाजिक सामंजस्य है इसलिए जब मैंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एक जैविक कथन है और यह कोई समाज शास्त्रीय कथन नहीं है यह जीव विज्ञान है आपको पहले से फोर्स किया जाता है कि आपको अन्य मनुष्यों के साथ रहना होगा जिनके लिए आप में भावनाएं होनी चाहिए कोई भी मनुष्य एक द्वीप में अकेला नहीं रह सकता हैं तो इससे आगे क्या कहा जाए तो यह प्राकृतिक तकनीक है और इसीलिए कहा जाता है कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है भावनाओं की अनुभूति परिभाषा विचार की क्रिया की व्यवहार की और शायद स्वर्ग का मनो अभ्यास हम सभी परिभाषाओं का उपयोग करते हैं जो पिछले 100 सालों से आ रही हैं इमोशनल कॉग्निशन अलग अलग हो सकता है लेकिन परिभाषा समान है अगर आप उस परिभाषा को चुनौती देना चाहते हैं तो आपको नए प्रतिमान को ढूंढना होगा खुशी को उदासी या ईर्ष्या को परिभाषित करने के लिए या उन परिभाषाओं का आधार या सह परिभाषा समान ही रहेगी इसलिए वास्तव में यह नहीं जानते कि क्या कोई बात करते समय दुख की स्थिति में है इसलिए यह कन्वेंशन मस्तिष्क भी सामान्य सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में प्रतीकों का प्रबंधन करता है इसलिए यह एक पैन ही रहेगी जो सभी प्रतीकों में होगा लेकिन कल्पना करें कि पहली बार जब किसी ने PEN को याद किया होगा पैन नामक शब्द इसके कार्य के साथ जुड़ गया होगा और यह मेमोरी में कैसे संग्रहीत कैसे किया जाता है अब मान लें कि इस चीज़ को शुरुआत में बिस्किट कहा जाता था और बिस्किट को पेन कहा जाएं तो आप पार्ले जी पेन खा रहे होंगे और रेनॉल्ड्स बिस्कुट के साथ लिख रहे होंगे तो यह प्रतीक का प्रकार है जो मस्तिष्क रूपकों के बारे में अपनी तरह का उपयोग करता है तो बस अब तकनीक को आगे बढ़ाते हैं आप इसे कैसे करते हैं इस पैमाने को देखें यह मिलीसेकंड से दिनों तक दिनों और घंटों के भीतर का समय है और आप सभी व्यवहार का अध्ययन करते हैं और यह आकार सही से अंतर ग्रंथन तक है एक बहुत ही रोचक विषय जब आप बात करते हैं कि एक डेन्ड्राइट या एक अंतर ग्रंथन के माध्यम से या ट्यूमर के माध्यम से जो नुकसानदिखाया था और उससे जो शारीरिक कमियां उनके कार्यों को करने के लिए आ जाती हैं वह सब फिनीस गेज से संबंधित होती है लेकिन यह आप घंटों और दिनों में अध्ययन कर सकते हैं कि किसी को मस्तिष्क में कोई दौरा पड़ा है और उसे मस्तिष्क की क्षति हुई है तो वह व्यक्ति तत्काल चोट से उबर गया था तो आप पाते हैं कि यह व्यक्ति ब्रोकास क्षेत्र में भाषण नहीं दे सकता है जिसे दिनों में अध्ययन किया जा सकता है इसलिए हमारे पास इस प्रकार की विविधता है अब जब हमारे पास समस्या की विविधता है तो समस्या क्या है जब आपके पास विविधता है समस्या यह है कि आपको यह तय करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं इसलिए मस्तिष्क और मस्तिष्क का अध्ययन करने के दौरान आप जो सवाल पूछते हैं वह सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक है जो आप सही प्रश्न पूछते हैं आप सही तकनीक चुनते हैं आप सही प्रश्न नहीं पूछते हैं आप सही तकनीक नहीं चुनते हैं यदि एक न्यूरॉन में जो ठीक होता है उसमें इस मिलीसेकेंड पर दूसरे क्षेत्रों क्या होता है जहां मैंने कहा था कि 05 मिलीसेकंड के बीच आप जो नहीं कर सकते हैं आप घंटों में मापते हैं आपका साधन घंटों में कुछ बेकार करता है यदि आप व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको घंटों लग सकते हैं सप्ताह यदि आपका अध्ययन मस्तिष्क घाव द्वारा निर्मित कुछ नुकसान आप दिन और घंटों में अध्ययन कर सकते हैं यदि आप ऊतक का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इसे घंटों में करते हैं अन्यथा यह EEG समय बर्बाद करना व्यर्थ है इसलिए यदि आप अभी सिग्नल लेने की कोशिश करते हैं तो अब आप पूरे नेटवर्क के बारे में नहीं सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल केमिकल गतिविधि चल रही है जिसे आप मापना चाहते हैं आप एक निश्चित व्यवहार के साथ मस्तिष्क की इस गतिविधि को मापना चाहते हैं इसीलिए व्यक्ति दुखी महसूस करता है तब आप अध्ययन करना चाहते हैं हम वास्तव में इन सभी विवरणों को नहीं जानते हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कि यह डेटा दुख में कैसे काम करते हैं जो 2 संदर्भ में आया है तो प्रत्यक्ष संकेत का मतलब है कि हम मस्तिष्क को स्पर्श करते हैं किसी उपकरण द्वारा संकेत मिलता है आप एक जीवित मस्तिष्क नहीं खोल सकते हैं और अनैतिक भी है इसे अनुमति नहीं दी जाएगी तो क्या आप कहते हैं कि मस्तिष्क सुरक्षा के लिए हां यहआवरण सुरक्षा के लिए ही बना हुआ है अन्यथा आपका मस्तिष्क पेट में या कहीं और हो सकता है और यह बहुत कमजोर बन सकता है सुरक्षा के कुछ प्लस भी है क्योंकि हम चलते हैं फोर्स पर मस्तिष्क आपकी आँखों से आगे देखता है जहाँ से आप खड़े हुए थे जहाँ से आपकी आँखें सामने आई थीं यह आपका इंटरफ़ेस है यहाँ तक कि इंटरफ़ेस भी इंटरफ़ेस नहीं है अलग अलग इंटरफ़ेस है जिसे अंत में आपके मस्तिष्क में आना है तो प्रत्यक्ष मस्तिष्क के संकेत आमतौर पर विद्युत चुम्बकीय होते हैं मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत गतिविधि क्या होती है जिन्हें विद्युत मस्तिष्क लेखन चुंबकीय मस्तिष्क लेखन और एकल कोशिका विद्युत रिकॉर्डिंग कहा जाता है हम कुछ चुंबकीय क्षेत्र को बदल सकते हैं और फिर न्यूरॉन को उत्तेजित कर सकते हैं अप्रत्यक्ष संकेतों को मापते हैं जैसे मस्तिष्क चयापचय और रक्त प्रवाह मैंने आपको बताया कि संपूर्ण रक्त प्रवाह प्रणाली है और यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन की तरह ऊर्जा का उपयोग करता है और रेडियोधर्मी सही और गलत सोचता है सही शब्द नहीं है शायद आप देखना चाहते हैं सही शब्द क्या है इसे आप टेंसर प्रतिबिंब कहते हैं जो कि केवल छवि है जो मस्तिष्क की रिकॉर्डिंग है अनुभूति को प्रतिबिंबित करती है अनुभूति में आपकी सोच आपका निर्णय आपकी अमूर्त सोच आपके अंदर आपकी भाषा आप इन सभी अप्रत्यक्ष उपायों को सांस्कृतिक संदर्भ को शामिल करते हैं जैसा कि मैंने अभी कहा कि यदि आप मुझसे पूछते हैं कि क्या आपको कोई तरंग मिलती है या आप किसी उच्च रंग का क्षेत्र देखते हैं तो क्या इस व्यक्ति के क्रोध को दर्शाता है नहीं क्योंकि क्रोध में बहुत सारी जटिल चीजें होती हैं WAVE के एक सेट से आपको यह पता नहीं चलता है कि यह अप्रत्यक्ष उपाय है क्योंकि कोई भी एक WAVE नहीं है मैं एक उदाहरण देता हूं यदि आपके यहां फ्रैक्चर है तो आपका मस्तिष्क टूट गया है वे टूट गए हैं और आपका एक्स रे दिखाता है और इसका प्लास्टर होता है जब तक यह टूटा है आप इसका उपयोग नहीं कर सकते यह बहुत ही सीधा उपाय है हड्डी की चोट का प्रत्यक्ष माप एक्स रे है एक सीटी स्कैन ईईजी अब प्रत्यक्ष उपाय नहीं है यदि आप पूछते हैं कि ठीक है अब मैं गणित कर रहा हूं और मैं कैलकुलस कर रहा हूं अबआप मेरा ईईजी ले रहे हैं ईईजी नापने का सीधा तरीका है या यह प्रत्यक्ष तरीका है यह मस्तिष्क के साथ परेशानी है इन्हें फैला हुआ कहा जाता है यह बहुत ही नवीनतम तकनीक है मुझे इसके बारे में बताना शुरू करना चाहिए मैंने व्हाइट मैटर के बारे में बताया है जो कि माईलिनेटेड होता है इसलिए यह मस्तिष्क के व्हाइट मैटर का मानचित्र है यह सफेद पदार्थ के भीतर पानी के अणुओं के संचलन का उपयोग करता है यह रंगीन इमेजिंग इस टेक्नोलॉजी ने बनाया है यह सफेद पदार्थ है यह सफेद पदार्थ की पूरी संरचना है जिस तरह से यह 6 परतों के छठी परत से शुरू होता है वे सभी नीचे आते हैं और रीढ़ की हड्डी में जा रहे हैं ये मूवमेंट होता है रिफ्लेक्सेस को नियंत्रित करते हैं कुछ तो आप वहां नीले रंग को देखते हैं यह दृष्टि के लिए ठीक हैऔर एक मामले में इस क्षेत्र में सुनवाई होती है शरीर के इस भाग पैराइटल लोब मैं सब ठीक है और फिर मोटर कंट्रोलर या फ्रेक्शन या यह नारंगी वाला होता है क्या जो नवीनतम चीजें इमेजिंग में हो रही हैं क्योंकि कुछ बीमारियों में हमें एहसास होता है कि जब हम ऐसे कारणों की तलाश में होते हैं तो हम सबसे मानसिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के कारणों को नहीं जानते हैं इसलिए क्या यह व्हाइट मैटर की बीमारी है तो अगर यह फिर से यह सामान्य संरचना है तो हम पाते हैं कि नेटवर्क में अंतर हैं तो हम मान सकते हैं कि दिए गए रोगी में व्हाइट मैटर की समस्या मौजूद है अब यदि आप इस एकल इकाई रिकॉर्डिंग में जाना चाहते हैं तो आप इस सिंगल यूनिट रिकॉर्डिंग मे आप यह इंकोशिका के भीतर रखें और आप कोशिका के बाहरसंवेदना दे या कमजोर स्टिमुलस दें और यह सेरिबैलम से हो रहा है जो छोटा क्षेत्र हैजो ठीक जून का मूवमेंट है वह स्टिमुलस का उपयोग करता है और आप जो देखते हैं वह एक एक्शन पोटेंशिअल है तो एक्शन पोटेंशिअल बहुत उच्च मिलि वोल्ट हैं क्योंकि यह इसके तालमेल में वृद्धि है इन्हें स्पाइक कहा जाता है यह स्पाइकिंग है न्यूरॉन की सिंगल यूनिट रिकॉर्डिंग मेआपको स्पाइक के बारे में बताया था लेकिन इसके लिए आपको वास्तव में बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रोड को लेना होता है फिर वास्तव में कोशिकाओं में और मेंब्रेन से परे जाना चाहिए और फिर रिकॉर्ड करिए लेकिन यह एक मिलि वोल्ट बहुत अधिक है अगर आप मुझसे पूछते हैं मैं यहां सतह पर एक इलेक्ट्रोड लगाता हूं तो क्या आप एक्शन पोटेंशिअल माप सकते हैं नहीं यह नहीं हो सकता है एक्शन पोटेंशिअल भी आप इसे vertically नहीं माप सकते हैं लेकिन यह कुछ दूरी के बाद एक्शन पोटेंशिअल भी मर जाता है क्योंकि यह एक छोटा लाइव कट है इस तरह यह स्स्पाइक है यह स्पाइक यदि आप हैं तो इसे यहां मापेंगे यदि आप 05 मिलीमीटर दूर से स्पाइक मापना चाहते हैं तो आप इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो व्यक्तिगत न्यूरॉन्स केवल आपको स्पाइकिंग पैटर्न के बारे में बता सकते हैं ये स्पाइक हैं शायद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद होगा जब हम गर्भ की बात कर रहे थे तब यह चर्चा हुई थी कि गर्भ के भीतर और भ्रूण सक्रिय हो रहा है तो स्पाइक के रूप में प्रारंभिक मोटर डिस्चार्ज होता है अब यह स्पाइक उनके पास क्या value है जब हम मेमोरी की बात करेंगे तो जब आपके मेमोरी नेटवर्क बना होगा उस समय के स्पाइक्स और कुछ क्षेत्रों बहुत महत्वपूर्ण है आप इस एकल न्यूरॉन का अध्ययन कैसे करते हैं आप जीवित मस्तिष्क में नहीं जा सकते तो आप इसका क्या उपयोग करते हैं हम प्राइमेट्स का उपयोग करते हैं यह बंदर मकाक बंदर है मुझे लगता है कि मैं इसका सही उच्चारण कर रहा हूं जो भी कहा जाता है पर उनका उपयोग जानवरों के प्रयोगों में किया गया है पुनर्विवाह ये जानवर के प्रयोग कठिन हैं जानवरों के अधिकार है और यह सब लेकिन जहाँ भी वे कर सकते हैं करते हैं क्योंकि मानव और इस बंदर की संरचना में समानता है यदि आप देखेंगे तो हाँ लगभग समान संरचना देखते हैं तो चूहे के मस्तिष्क पर किए गए बहुत सारे शोध का डेटा हैं और मैंने आपको बताया था एंड एप्लीकेशन क्यों है क्योंकि कि मस्तिष्क का आकार मस्तिष्क का नेटवर्क जो हमारी खोपड़ी और शरीर के आकार के होते हैं लगभग मनुष्य और चूहों में शरीर और मस्तिष्क के आकार का अनुपात समान होते हैं और और चूहे मैं सीखने की क्षमता अधिक होती है इसलिए जब सीखने और स्मृति प्रयोगों याद आती है तो चूहों पर प्रयोग अधिक पसंद किए जाते हैं क्योंकि चूहे सभी भूलभुलैया में तेजी से सीखते हैं क्योंकि यहां संरचना समान है डेटा और यहां तक कि न्यूरॉन्स भी समान हैं जाहिर है नेटवर्क एक ही है इससे अधिक यह है कि व्यवहार भी समान है अब हम देखते हैं कि हम किस स्तर पर बात कर रहे हैं हम कुछ निश्चित व्यवहार की बात कर रहे हैं हम इसके बारे में न्यूरल कॉरिलेशन अर्थात तंत्रिका सम्ब खोजने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप इसमें रह नहीं सकते तो हम पाते हैं और हम इन सभी जांचों को देखते हैं कि क्या चिम्पांजी ने समान वेब है क्योंकि चिंपांजी मे भी समूह हिंसा या पुरुष व्यवहार के समान व्यवहार होता है बंदर हम जो करते हैं वह बहुत कुछ नकल करते हैं बहुत सारे न्यूरोसाइंस के छात्रों को यह बंदर इलेक्ट्रोड के साथ घूमते मिल जाएंगे तो सिंगल यूनिट से आप क्या करते हैं आप या तो विद्युत गतिविधि का अध्ययन करने के लिए क्षेत्र को बढ़ाते हैं जो इसे करने का एक तरीका है और जिस तरह से आप इंट्रा कोर्टिकल इलेक्ट्रोड डालते हैं अब इंट्रा कोर्टिकल इलेक्ट्रोड एकल न्यूरॉन नहीं है यह अधिक न्यूरॉन्स होंगे कोशिकाओं की असेंबली है ये क्षेत्र जो इसे के 10 के पावर 3 शक्ति को न्यूरॉन्स में ले जाएगा जो आपको विद्युत गतिविधि देगा लेकिन यह तब तक रहेगा जब तक आप SCALP से रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि यह अभी भी एक गहरी संरचना होगी तोविद्युत गतिविधि की गहरी संरचना मैं क्या गतिविधि हो रही है जोकि सरफेस इलेक्ट्रोड से अलग है जो कोर्टेक्स से पहले 6 परतों से पिकअप करती है यहाँ पर यह हो रहा है यह द्विध्रुवीय व्यापार के कारण हो रहा है यहाँ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह विद्युत गतिविधियों फैली हुई है तब भी जब आप इसे 100 न्यूरॉन्स के साथ कर रहे हैं सौ न्यूरॉन्स के अनुसार करना एकल न्यूरॉन से अलग होगा यह इस सेल असेंबली से अलग होगा क्योंकि तक आप पहले से ही कॉलम और सभी में व्यवस्थित हो जाते हैं तो कोर्टेक्स के बीच बहुत सारी गतिविधि यहाँ हो रही है तो इन गतिविधियों को दर्ज किया जा रहा है जिसके लिएआपको यहां तक आना है आप इसे विशेष रूप से एपिलेप्सी में भी पा सकते हैं तो मिर्गी कुछ लोगों की बीमारी में से एक है जो कुछ दौरे में हो सकती है और वह या तो चेतना या चेतना ही हो सकता है चेतना इसलिए एक बार जब वे यहां आते हैं तो आप स्पाइक्स पा सकते हैं यदि समान हो तो लेकिन फिर भी यह SIGNALकी गुणवत्ता पलक हो सकती है जो हमारे लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है वह हमारे लिए इतना आसान है नैदानिक रूप से और प्रयोगशालाओं में आप जो कैप लेते हैं या इलेक्ट्रोड लेते हैं वह समान और उच्च DENSITY से बना होता है या यह 8 से 256 या उससे अधिक भिन्न हो सकता है जो आप चाहते हैं पर निर्भर करता है इसे देखो आप इसे डालते हैं और फिर आप जो करते हैं वह असेंबल का रूप है असेंबल इस तरह होता है कि यह FRONTAL है फिर ये सभी व्यवस्थित होते हैं जिसे आप कहते हैं 10 20 सिस्टम फ्रंट पैराइटल से शुरू होती है फिर आप फ्रंटल से पैराइटल टेंपोरल ऑक्सीपिटल के मध्य में जाते हैं और इस इलेक्ट्रो के बीच एक बार जब आप द्विध्रुवीय सोचते हैं तो आपके पास एक FP हो सकता है यह अजीब है यहां तक अजीब लगता है बाईं ओर अजीब है यहां तक कि दाईं ओर एफपी एक टी एक यह एक असेंबल बना सकता है जिसे आपने मशीन पर प्रबंधित करने के लिए छोड़ दिया है या तो कान के संदर्भ में जो माना जाता है कि तटस्थ है वहां विद्युत गतिविधि नहीं है या आप बस बहुत सारे हो सकते हैं तो आप इसका सरणी बना सकते हैं प्रत्येक सरणी 1 2 3 4 हो सकती है एक असेंबल है जिसे हम असेंबल करते हैं या आप एक एकध्रुवीय recoding हो सकते हैं इसका मतलब है कि ये सभी इलेक्ट्रोड ललाट लौकिक पार्श्विका पश्चकपाल सभी एक स्रोत से जुड़े हुए हैं जैसे एक बाएं कान एक एकध्रुवीय लगता है कि सभी इलेक्ट्रोड एक स्रोत इलेक्ट्रोड ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड संदर्भ इलेक्ट्रोड सही से जुड़े हुए हैं और बाकी इसे दूसरी तरफ एक दूसरे से जोड़ते हैं या आपके पास एक अलग संयोजन हो सकता है यह तब तरंगों का प्रकार है जो आप देख रहे हैं मैं हम ईईजी के बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं आम तौर पर जो आप देखते हैं एक बार जब आप इसे डालते हैं तो आप अल्फा तरंगों को देखते हैं जो 8 से 13 हर्ट्ज है आप बीटा देखते हैं जो 13 से 20 है और फिर 20 से 40 है जिसे आप गामा दोलन कहते हैं जो कि सामान्य रूप से दर्ज नहीं होता है कुछ अतिरिक्त गणितीय तकनीक यह दिखाएं कि आपके पास यह है आपके पास यह है थीटा यह थीटा है मुझे आशा है कि 4 से 7 हर्ट्ज यह डेल्टा बिंदु 5 2 4 यह 4 हर्ट्ज सबसे धीमी गतिविधि है और है तो शक्ति इन तरंगों का आयाम सार्वभौमिक रूप से आवृत्ति के लिए आनुपातिक है बीटा तेजी से बहुत धीमा आयाम है लयबद्ध लहर की तरह अल्फा उच्च धीमी तरंग थीटा हैं डेल्टा सबसे लयबद्ध है आम तौर पर आप जो पाते हैं अगर आप अपनी आँखें बंद करते हैं तो 8 से 13 हर्ट्ज है जो निकटतम आराम आवृत्ति है अब यह OCCILATION है बाद में हो सकता है OCCILATION के बारे में बात करेंगे क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि हमें इसे संक्षेप में याद रखना चाहिए अगर सब कुछ जो एक्साइटिड है और उसे फायरिंग करके बाहर निकाल दिया जाए तो OCCILATION होगा उत्तेजना को इन्वेंट्री सामान द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिससे OCCILATION होता है ये मस्तिष्क का OCCILATION हैं जो आप पर चल रहा है और सामान्य रूप से जागृत मस्तिष्क में डेल्टा नहीं मिलता है हम नींद में और कुछ अन्य स्थितियों में मस्तिष्क को नुकसान होता है क्योंकि धीमी गति की मांग की जाती हैराम जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका मस्तिष्क सक्रिय होता है गणित पढ़नाआदि क्या लिखा यह बीटा में बदल जाता है जब आप इसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह थीटा में बदल जाता है तो इस पूरे इंटरप्ले और इस 40 हर्ट्ज को गामा ऑसिलेशन कहा जाता है जो सब कुछ बांधता है जो कि माना जाता है कि इस का इंटरप्ले है इसलिए जब बिजली होती है तो चुंबकत्व होता है तो यह एडवांस चुंबकीय MAGENTO एन्सेफलाग्राफी है ईईजी के साथ समस्या हैहै कि आपके पास एक लहर है लेकिन आप इसे LOCALIZE नहीं कर सकते हैं यह मस्तिष्क में कहां से आ रहा है यह मैग्नेटो एनसेफेलोग्राफी में एक बेहतर तरीके से आता है लेकिन याद रखें मैंने आपको बताया था कि कॉलम होते हैं और कई कॉलम होते हैं तो अगर ये एक कॉलम में रेडियल रूप से उन्मुख न्यूरॉन्स हैं तो यह मैग्नेटिक फील्ड पैराडाइज थंब रूल है तो यह संकेत जो मस्तिष्क के भीतर जा रहा है उसे उठाया नहीं जा सकता लेकिन अगर स्पर्शरेखा हैं तो एमईजी उठा लेता है तो यह सतह TANGENTIALLY है यह इन सभी का चुंबकीय क्षेत्र है जिसे उठाया नहीं जा सकता है आप मस्तिष्क में नहीं जा सकते हैं लेकिन यह सतह इन सभी की स्पर्शरेखा है यह चुंबकीय क्षेत्र है इसे उठाया जा सकता है तो एमईजी स्पर्शरेखा फाइबर स्पर्शरेखा के क्षेत्र के समानांतर चलने का मतलब है तो आप इस gyri को देखते हैं यह ऊंचाई है और यह sulci है ईईजी इसमें से चुनता है इसलिए चाहे वे इस तरह उन्मुख हों ईईजी सही उठाएगा एमईजी केवल तभी उठाएगा जब आप इसे इस प्रकार के फाइबर को देखते हैं और यही कारण है कि एमईजी बेहतर है यदि आप कर सकते हैं तो एमईजी बेहतर स्रोत स्थानीयकरण देता है इसलिए टीएमएस जैसा कि मैंने कहा ट्रांसक्रैनीअल चुंबकीय उत्तेजना उपचार के लिए उपयोग किया जाता है यह मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र को भी उत्तेजित करता है और फिर आप इस चीज को रिकॉर्ड करते हैं तो आप एक निश्चित क्षेत्र को उत्तेजित कर सकते हैं तो बस लपेटने के लिए यह पूरी तरह से एक ही चीज़ को अगले व्याख्यान में लाएगा यह टीएमएस आपके द्वारा विस्तारित किया गया है इसे चुंबकीय क्षेत्र में डाल दें जो एक निश्चित परिधि क्षेत्र को उत्तेजित करता है और फिर देखें कि व्यवहार के परिणाम मुख्य रूप से स्मृति या भावना से उपयोग हो सकते हैं लेकिन यह अभी भी यह बात लोकप्रियता में आना है मैं इसे समाप्त करता हूं और इन उपकरणों की अगली व्याख्यान निरंतरता में चुन सकता हूं तो यह आपको उच्च कार्यप्रणाली में कूदने के लिए एक संपूर्ण मंच प्रदान करता है धन्यवाद